इस पाठ्यक्रम का अगला भाग है डाटा विजुलाइजेशन अब हम चर्चा करेंगे कि डाटा क्या है डाटा स्केल क्या है स्टैटिसटिक्स क्या है और हम डाटा को कैसे बता सकते हैं बता सकते हैं हम स्टेटिस्टिक्स का किस तरह से विवरण कर सकते हैं स्टैटिसटिक्स के विवरण में ग्राफ के माध्यम से हम डाटा विजुलाइजेशन को पढ़ेंगे हमें मौजूद डाटा सही तरीके से क्यों चाहिए होता है इसके कई कारण हो सकते हैं डाटा का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाना और उसका अध्ययन करना डाटा विजुलाइजेशन कहलाता है यह वास्तव में डाटा विजुलाइजेशन की परिभाषा है इसका एक कार्य डाटा को पूरा करना होता है हमें यहां पर रेंडम वैल्यूज दी गई हैं जिनसे हमें ट्रू वैल्यू के समीप की औसत जाननी है अगर हमारे पास विभिन्न सैंपल्स है और हमें औसत ज्ञात करनी है तो हमें वेरियंस देखना होगा यह कुछ कार्य से जुड़े हुए हैं फंक्शनलिटी एक मूलभूत उपयोग होता है कि हम डाटा को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं कब और कहां बनाना है कितने तरीकों से बना सकते हैं और किस जगह पर क्या नहीं होना चाहिए यह सब अपनी चर्चा में शामिल करेंगे आगे है एस्थेटिक्स जैसा कि हम जानते हैं डाटा विजुलाइजेशन मे हम अलग अलग रंग और अलग अलग आकार का इस्तेमाल कर सकते हैं यह सभी एसथेटिक्स कहलाती हैं चलिए पहले बार चार्ट बनाते हैं अभी जो कुछ हमने अपनी चर्चा में शामिल किया बार चार्ट है अगर मैं कहूं कि यह ऊंचाई और वजन है तब मैं दो अलग अलग रंग यहां इस्तेमाल कर सकता हूं जैसे कि यह बार एक है और यह बार 2 दोनों के अंग अलग अलग हैं मैं बात कर रहा हूं ऊंचाई और वजन की मैं यहां अंग दो की ऊंचाई अगर वजन से ज्यादा होगी तो सहसंबंध ऊंचाई के साथ निकाला जा सकता है मैं कुछ सहसंबंध यहां पर सोच रखता हूं परंतु बार चार्ट बहुत ही आमतौर पर दिखाए गए ग्राफ होते हैं हमारे पास दो तरह के बार चार्ट है स्टैक्ड बार और स्प्रेड बार यह वास्तव में स्टैक्ड बार है हमारे पास वस्तु संख्या 1234 हैं इन्हें हम स्प्रेड बार कहते हैं मैं वस्तु संख्या123 और ऑब्जरवेशन संख्या 123 को यहां फैला देता हूं यह कुछ इस तरह फैली हुई है वजन हमेशा अनुपाती होता है मैं ऊंचाई को मिलीमीटर और वजन को ग्राम में ले सकता हूं हालांकि यह सही तरीका नहीं है दो भिन्न वस्तुओं को दर्शाने का एक ही स्केल पर परंतु हां मैं इन्हें ही अगर इस्तेमाल करता हूं तो भी बार चार्ट बन जाएगा यह स्प्रेड बार है स्टैक्ड बार बनाने के लिए हमें एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह लगाना पड़ता है अब हम अलग अलग तापमान को दर्श आएंगे अगर मैं कहूं इस तापमान का स्केल ऊंचे तापमान सेंटीग्रेड है तो हम स्प्रेड बार कुछ ऐसे बनाएंगे बदलते तापमान को सही तरीके से दिखाने के लिए रेखिक चित्र का प्रयोग कर सकते हैं परंतु तापमान ऐसे कभी नहीं होगा हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि 20 डिग्री मैं सीधा 15 डिग्री जोड़ दिया जाए और हमें 35 डिग्री मिल जाए 20 degree जमा 15 डिग्री बराबर नहीं होगा कभी भी 35 डिग्री के इसलिए मैं इसकी यहां अनुशंसा नहीं करता हूं हालांकि अगर ऊंचाई या वस्तुओं की संख्या जिनका हम निरीक्षण कर रहे हैं उन्हें सीधा जोड़ सकते हैं उदाहरण के तौर पर पहले 1 घंटे में अगर मैं पांच वस्तुओं को देखता हूं और उनका निरीक्षण करता हूं और अगले कुछ घंटों में मैंने 3 और वस्तुओं का निरीक्षण किया इसका मतलब मैंने कुल 8 का निरीक्षण किया है ऐसे ही अगले कुछ घंटों में मैं और 4 वस्तुओं का निरीक्षण करता हूं तो अब कुल 12 वस्तुएं मेरे निरीक्षण से गुजर चुकी है यह चार है यह तीन है यह पांच है इसमें हम स्टैक्ड बार का उपयोग कर सकते हैं हमें ध्यान देना होगा हम किस तरह का चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास ग्राफिकल टूल्स कौन कौन से हैं हम ऐसे ही कुछ भी डाटा नहीं उठा सकते अब है हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम एक तरह का बार चार्ट होता है जो डाटा वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी को दिखाता है 1 डाटा वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना 2 और यह जानना की डाटा कितना फैला हुआ है जैसा कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में समझा था हिस्टोग्राम एक प्रकार का बार चार्ट होता है अगर मैं कहूं कि यह ऊंचाई इस दिशा में है और यह फ्रीक्वेंसी इस दिशा में है तो यह एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा मान लीजिए ऊंचाई है 0 से 10 इसी तरह 10 से 20 और 20 से 30 आगे हम ऐसे ही ले सकते हैं इस तरह के प्लॉट को हिस्टोग्राम कहा जाएगा मान लीजिए इसमें अधिकतम वैल्यू 80 है यह किसी भी वस्तु की हम ऐसे ही इंटरवल को किसी भी संख्या में विभाजित नहीं कर सकते जैसे कि अगर ऊंचाई 0 से 800 के बीच हो सकती है तो हमें सोचना होगा की हम इंटरवल को अगर 10 के इंटरवल में विभाजित करते हैं तो कुल 80 इंटरवल बनेंगे और 80 बार बनाना आसान नहीं होगा इसलिए हमें कुछ दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा ताकि हम हिस्टोग्राम को अपनी कॉपी के कागज पर उतार सकें अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा हूं तब भी 80 बार बनाना सही नहीं है हमें यह भी सोचना है कि क्या यह सभी ऑब्जरवेशन को अपने अंदर समाहित कर सकता है इसका मतलब कि सभी 800 ऑब्जरवेशन 0 से 800 के मध्य हो इसलिए हमें यह निर्धारित करना होगा कि हम हिस्टोग्राम में कितने बार बनाएं अगर हम 3 से 13 के बीच बार बनाते हैं तो यह बड़ा ही उत्तम होगा अगर हम चाहें 13 के बजाय 30 बार भी बना सकते हैं परंतु 3 से 13 उत्तम है या मैं यह कह सकता हूं की हिस्टोग्राम के लिए सही है इंटरवल हमेशा स्पष्टता से बताए जाने चाहिए हमें कम से कम इतना करना है कि हम हिस्टोग्राम को अन्य दूसरे ग्राफ से तुलना कर सके अगर ऑब्जरवेशन ज्यादा होंगी तो ज्यादा बार बनेंगे बहुत बार ऐसा संभव है कि हमें ज्यादा बार बनाने पड़े अगर ऐसा करना ही एक विकल्प हो तो ऐसा किया जा सकता है अब यहां में हिस्टोग्राम का बार ग्राफ पर फायदे की बात करूंगा अगर मुझे ऊंचाई को 0 से 150 तक दर्शाना हो मान लीजिए हम मशीन पर काम कर रहे कामगारों की ऊंचाई को दर्शा रहे हैं इस कर्व के द्वारा पुरुषों की ऊंचाई को दिखा रहे हैं और इसके द्वारा औरतों की ऊंचाई को मान लीजिए अधिकतम ऊंचाई पुरुषों में 150 है भारतीय मानकों के आधार पर हम मान सकते हैं कि पुरुषों की ऊंचाई 165 और औरतों की ऊंचाई 148 अधिकतम हो सकती है एक तरीका और है जिसमें मैं जीरो से शुरू ना करके 140 से 170 का इंटरवल बनाता हूं तो औरतों की ऊंचाई 148 के आसपास और पुरुषों की कुछ यहां पर होगी इससे यह देखने को मिलता है कि यह अंतर बहुत ज्यादा है और बार ग्राफ में हम स्केल के साथ ऐसे ही कुछ कर रहे हैं अगर यहां स्केल को बदल दिया जाए तो यह स्केल में गड़बड़ी कह लाएगी कई बार मार्केटिंग में पैसे बचाने के लिए भ्रमित किया जाता है और यह एक बड़ी बचत होती है जब उन्हें डिफेक्ट को कम करना होता है तो वह है बड़ा अंतर दिखाते हैं और जब वे अंतर को कम दिखाते हैं तो मूल्य बढ़ जाता है और वह यह दर्शाते हैं की मूल्य में मामूली सी बढ़त है इससे हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं अब बात करते हैं पाई चार्ट की पाई चार्ट आपने बहुत बार देखा होगा यह कुछ पीछा पाई जैसा होता है जिसमें आप डाटा को विभिन्न सेक्टरों में बांट सकते हैं और हम इसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते हम यहां स्केल के साथ गड़बड़ी नहीं कर सकते क्योंकि यह पूरा पाई चार्ट सौ प्रतिशत होता है यह वहां इस्तेमाल होता है हमें यह स्पष्ट करना हो की किस हिस्से को कितना दिखाना है जैसे मैं इस पाठ्यक्रम को 30 30 घंटों के लेक्चर में बांट सकता हूं हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मुझे हर विषय को कितना समय देना है जैसे कि लिनियर मेजरमेंट लिनियर रेगुलर मेज़रमेंट आदि को कितना समय दिया जाए यह भी इसमें निर्धारित हो सकता है हमें कितना समय प्रयोगशाला में देना है यह भी इसमें तय किया जा सकता है जैसे मैं कह दूं की 33 समय हमें प्रयोगशाला में देना है ऐसे ही 30 इस पर 25 स्टेटिस्टिक्स पर 20 विषय की भूमिका पर आदि मान लीजिए कि यह हिस्सा थर्मल उपकरण पर यह ऑप्टिकल उपकरण पर परंतु याद रखिए कि पूरा पाई चार्ट डाटा का संपूर्ण प्रदर्शन करता है अर्थात यह 100 होता है हम यहां संख्या कुछ भी रख सकते हैं परंतु याद रखना होगा कि हम इसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते यह हमें पूर्णता वाले क्षेत्रों में सहयोग को दिखाने के लिए कारगर है ये है सकैटर्स प्लॉट बहुत ही महत्वपूर्ण है यह दो चरों में संबंध दिखाने के लिए उपयुक्त हैं यह कारण और प्रभाव दिखाने में भी सक्षम होते हैं हम कुछ इस तरह के स्कैटर प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं मान लीजिए मैं मीटरोलॉजी लैब में वस्तु की हार्डनेस और उस पर लगने वाले बल को निकालता हूं और मैं इसे एक अलग ही तरीके से यानी हार्डनेस और वियर से दिखाता हूं जब मैं किसी स्पेसिमेन को वियर के लिए टेस्ट करता हूं तो हार्डनेस बढ़ जाती है और ज्यादा हार्डनेस के लिए कम वियर मिलता है कम हार्डनेस के लिए वियर ज्यादा होता है एक प्रकार का सकैटर्स प्लॉट है जब एक डाटासेट में 20 से अधिक ऑब्जरवेशन होती हैं तो यह कुछ ऐसे बदलेगी परंतु हमारे पास बहुत ऑब्जर्वेशंस है हम यहां देख सकते हैं कि हम एक रेखा जो कि इतनी बड़ी है जिस पर सभी बिंदु है की अनुशंसा नहीं करते हैं सकैटर्स प्लॉट से हमें यह अंदाजा लगता है की ज्यादा झुकाव किस तरफ है हम यह कह सकते हैं कि यहां पर नकारात्मक सहसंबंध है क्योंकि हमारे पास वैल्यू 08 है इस तरह का सकैटर्स प्लॉट हमें कारण और प्रभाव के बारे में बताता है अगर सकैटर्स प्लॉट इस तरह का हो तो कर्व अरेखिक हो सकती है दोनों ही परिस्थितियों में कोरिलेशन केफीसिएंट शून्य के बराबर है अर्थात यहां कोई कोरिलेशन नहीं है परंतु परिस्थिति एक और परिस्थिति 2 में कोरिलेशन पहले बढ़ता है और फिर घटता है इसलिए यह अरेखिक है यानी कोरिलेशन केफीसिएंट काम नहीं करता परंतु प्लॉट हमें यह जरूर बता देता है की डाटा जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सा है लाइन चार्ट ज्यादातर X जहां वेरिएबल होता है वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं ये लाइन चार्ट बनाने में बहुत ही सरल होते हैं जैसे मैं किसी उपकरण की उम्र तथा उसमें कितने डिफेक्ट हैं इन्हें दर्शना चाहूं यह कुछ इस तरह होगा पहला बिंदु दूसरा बिंदु तीसरा बिंदु चौथा बिंदु पांचवा बिंदु व छठा बिंदु हम उम्र और डिफेक्ट की संख्या के आधार पर उपकरण करो देख सकते हैं जैसे कि अगर कोई उपकरण पिछले 40 वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है और ये प्रवृत्ति बढ़ते क्रम में उस उपकरण के डिफेक्ट की संख्या या यूं कहें उस उपकरण के इस एक्टिव ऑब्सेर्वशन्स को दर्शाती है जब हम कंट्रोल चार्ट पर या एक्स चार्ट पर लाइन डायग्राम बनाते हैं तो यह देखते हैं की क्या हमारे पास आउटलाइनर है या नहीं यह हम कंट्रोल चार्ट में देखेंगे यहां हमारे पास यह केंद्रक रेखा है और इसके ऊपर यह ऊपरी कंट्रोल लिमिट है जो भी ऑब्जरवेशन हम पूरे दिन मिलेंगे उसकी वैल्यू यहां पर रखेंगे हम देखेंगे किन की प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार है और यह आउटलाइनर है जो 1234567 और 8 यानी कि आठ जगहों पर स्थित है कई बार लाइन डायग्राम में हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं जिनमें कुछ चोटियां बन जाती हैं यह चोटी क्यों बनती है इस पर भी हम काम कर सकते हैं यह चोटी है जिसको हम नोक भी कह सकते हैं यह नोक कैसे प्राप्त होती है लाइन डायग्राम में भी हम गड़बड़ी कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हम कम वेरिएशन को दिखाएं या ज्यादा वेरिएशन को दिखाएं तो हम स्केल में गड़बड़ी कर सकते हैं जैसे कि मुझे यहां पर उम्र को दर्शाना है इसलिए मैं प्रवृत्ति को छोटा और प्रवृत्ति की ढलान को कम करूंगा अगर मैं यह चाहता हूं की प्रवृत्ति कम रहे मैं कुछ चीजों को विस्तृत कर लूंगा मैं क्षितिज स्केल को विस्तृत कर लूंगा मैं उम्र को 0 से 50 ले सकता हूं मैं चाहूं तो उम्र को 0 से 10 0 से 15 अथवा 0 से 50 दिखा सकता हूं और यहां पर ढाल कुछ इस तरह बढ़ती हुई दिखेगी 0 से 10 के लिए ढाल थोड़ी ज्यादा है यानी कि थीटा फाई से ज्यादा है इस तरह हर बार स्केल में गड़बड़ी की जा सकती है अब बात करते हैं बबल प्लॉट की बबल प्लॉट एक प्रकार का स्कैटर प्लॉट होता है परंतु हम इसमें एक और आयाम को जोड़ सकते हैं इस नए आयाम का अर्थ नया चर होता है मैं यहां कामगारों के वजन और ऊंचाई की बात कर रहा हूं स्कैटर डायग्राम में जहां पर भी बिंदु थे मैं वहां पर बबल बना रहा हूं यह बबल व्यक्ति की उम्र को दर्शाते हैं बबल का आकार कामगार की उम्र के बराबर होगा इसलिए इस तरह से इसमें एक तीसरा चर और जुड़ जाता है हम 3D प्लॉट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे कि सरफेस डायग्राम दूसरे कुछ और भी तरीके हैं जिनसे हम तीसरे चर को दर्शा सकते हैं बबल प्लॉट मे 2 आयामों से हम वैल्यू व क्षेत्र का डाटा पता कर सकते हैं अब बात करते हैं बॉक्स प्लॉट की यह प्लॉट बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम स्टैटिसटिकल से बात करते हैं परंतु बॉक्सप्लॉट में हम डाटा को चतुर्थक मे बांट सकते हैं यह मेरा बॉक्सप्लॉट है मैं इसमें डाटा को चार हिस्सों में बांट रहा हूं यह मेरी न्यूनतम ऑब्जरवेशन है और यह मेरी अधिकतम ऑब्जरवेशन है यह मेरा मीडियन है और यह Q 1 और Q 2 है यानी कि मैंने डाटा को 25 25 25 और 25 में बांट दिया है हमें वैल्यूज को ज्ञात करना है मान लीजिए मेरे पास 40 वैल्यू है यानी हर भाग में 10 वैल्यू इन लाइन को हम व्हिस्केर कहते है जैसे कि जानवरों की मुछूओ की तरह व्हिस्केर होते है इस तरह के व्हिस्केर जैसी लाईन यह बड़ी हुईं है इसलिये बॉक्स तथा व्हिस्केर भी कहा जाता है इस बॉक्सप्लॉट का क्या महत्व है यह मीडियन है हम यहां से डाटा को पहचान सकते हैं जैसे की मेरे डाटा में यहां पर बॉक्स है मान लीजिए कि इस तरह उदाहरण के लिए एक ही कार के मॉडल के रखरखाव का खर्चा विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा दर्शाया गया है यह मारुति डिजायर मारुति इको बैलेनो सिलेरियो आर्टिका कुछ भी हो सकती है उपभोक्ता के लिए खर्चा क्या होगा अगर मैं मान लेता हूं की 400 उपभोक्ता है और उनके लिए 123100 प्रतिशत प्रति बॉक्स है इस मामले में मीडियन और सेंट्रल डाटा नीचे की तरफ है पहले मामले में यह कुछ ऊपर की तरफ से और तीसरे मामले में भी यह ऊपर की तरफ थे इस तरह का बॉक्सप्लॉट हमें एक प्रकार से छोटा संकेत और मैं मीडियन के बिंदुओं को एक सीधी रेखा में जोड़ सकता हूं इस तरह के मेरे पास बहुत से प्लॉट हैं यह मेरे लाइन चार्ट का विस्तार है लाइन चार्ट यहां पर हरे रंग में और व्हिस्कर प्लॉट हमें हर बिंदु पर जानकारी देता है जब हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाएंगे तो हम इन व्हिस्कर प्लॉट एवं बॉक्सप्लॉट को इस्तेमाल करेंगे चलिए बढ़ते हैं डॉट प्लॉट की तरफ डॉट प्लॉट डाटा को रिकॉर्ड और यह बताता है कि क्या चल रहा है जैसे कि हम एक सेवा केंद्र का उदाहरण लेते हैं जहां पर कार ठीक कराने के लिए आती हैं और हर वह कार जो वह ठीक करते हैं उन्हें वे रिकॉर्ड करते हैं की कितनी कार वहां आई है ऐसे कितने मॉडल हैं जिन्हें वे रोज ठीक करते हैं तो वे यहाँ अलग अलग मॉडल को रख सकते हैं मेरे पास यहां कुछ पिन है जिन पर मैं छल्ले बना दूंगा और मैं यह कहता हूं कि यह मोटर मारुति कार मारुति डिजायर यह सिलेरियो और यह मारुति अर्टिगा यह मारुति ईको आदि मॉडल है अर्थात हर कार्य के लिए जिसे वे ठीक कर रहे हैं वह एक छल्ला बना देते हैं दिन में जो भी कार के पास ठीक करने के लिए आती है उसके लिए वह एक गोल छल्ला बना रहे हैं जैसे अगर एक सिलेरियो गाड़ी ठीक करवाने के लिए आती है तो उसके लिए एक गोल छल्ला ऐसे ही आर्टिका के लिए एक गोल छल्ला और यही क्रम वह अपने डाटा के लिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह के प्लॉट में हम 123412312312 तो यह डॉट प्लॉट है डाटा विसुअलिसशन में अब हम टेबल्स की चर्चा करेंगे टेबल्स बहुत सामान्य है टेबल्स मैट्रिक्स की तरह ही होता है जैसे मैट्रिक्स में रौस और कॉलम होते है वैसे ही टेबल्स में भी यह जरुरी है की कॉलम के लिए टाइटल हो और रौस के लिए भी तथा टेबल के लिए टाइटल होना चाहिए हम टेबल्स में भी प्रतिशतता को दिखा सकते है ये एक टेबल है रौस के लिए टाइटल है और कॉलम के लिए भी हमारे पास कुछ डाटा है और हम उसको प्रतिशतता में लिख सकते है इसलिए वे सभी उदाहरण इस में आ सकते है सैंपल प्रतिशत सीधे हैं जनसंख्या उद्देश्य प्रतिशत के बराबर है और ये भी जाँचा जा सकता है की सैंपल प्रतिनिधित्व करता है या नहीं जब सैंपल छोटा है तो प्रतिशतता ध्यान से लगनी चाहिए प्रतिशतता की टेबल में डाटा भरने के लिए भी इस्तेमाल ले सकते है जैसे मैं यहाँ उम्र का का उदाहरण ले रहा हूँ ये उम्र 12 से 13 के बीच 14 से 15 और फिर 16 से 17 है मान लेते है ये 5 6 2 है यहाँ दो वर्ग है लड़के और लड़किया 5 लड़किया 12 से 13 के बीच 6 लड़किया 14 से 15 और 2 लड़किया 16 से 17 के बीच है ऐसे ही मेरे पास लड़के है 6 8 3 लड़कियों का कुल है 13 और लड़को का 17 है अगर दोनों को जोड़ दिया जाये तो 30 है इसी तरह 5 और 6 का जोड़ है 11 6 और 8 का 14 2 और 3 का 5 है कुल जोड़ इस तरफ से और इस तरफ से इस टेबल मैं शिर्षक है ये बच्चो की सांख्य है आप इसको क्रेचे कह सकते है इस तरफ उम्र है फिर लिंग यह टेबल है इस डाटा को हम प्रतिशतता मैं दर्शा सकते है इस ही टेबल में मैं 5 बट्टे 35 बट्टे 30 प्रतिशत है 6 बट्टे 30 २० प्रतिशत है 2 बट्टे 30 प्रतिशत है 8 बट्टे 30 प्रतिशत है अब इस तरह के टेबल फॉर्मूलेशन का उपयोग फिट की गुडनेस के लिए किया जाता है ये डाटा विसुअलिसशन है अब हम चर्चा करेंगे कि इन ग्राफिक्स को कैसे तैयार किया जाए जिसकी हमने अभी चर्चा की है याद करने के लिए मैं बता देता हूँ हमने पिछले 2 व्याख्यानों में स्टेटिस्टिक्स का विस्तार से वर्णन किया था और हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा की हमने मीन मोड मीडियन और डिस्पेरशन के माप को जाना था फिर हमने जाना की स्थान कैसे पाते है हमने चर्चा की चार भागो की और पर्सेनटिल्स की हमने डिस्पेरशन के माप भी देखे रेंज स्टैण्डर्ड डेविएशन और वरियन्स को भी देखा हमने डाटा विसुअलिसशन को समझा इसके टूल्स और ग्राफ भी प्रयोग किये अब हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे और ग्राफ बनायेगे हम ये भी चर्चा करेंगे की डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे